आइए हम अपना अगला मॉड्यूल 32 शुरू करें जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन पर है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को पहले के मॉड्यूल याद है पहले हमने बैलेंस शीट लाभ और हानि खातेमूल्यह्रासके विभिन्न तरीकों के बारे में भी चर्चा की आज हम पी और एल बैलेंस शीट दोनों में एक महत्वपूर्ण वस्तु के साथ शुरू करने जा रहे हैं जिसे इन्वेंट्री द्वारा क्या समझते हैं इसे स्टॉक भी कहा जाता है यह मूर्त संपत्ति कहा जाएगा फिर कच्चे माल को तैयार माल बनाने के लिए संसाधित किया जाता है यदि प्रसंस्करण के दौरानयह पूरा नहीं हुआ है तो यह तैयार माल न ही यह कच्चा माल है हम इसे प्रगति के काम के लिए वे केवल तैयार माल का स्टॉक रखें कभी कभी इसे खरीदे गए स्टॉक के रूप में भी कहा जा सकता है यानी आइटम जो पुनर्विक्रय के लिए हैं अब इसके अलावा कुछ आइटम हो सकते हैं जिन्हें हमारे साथ रखा जाता है रखरखाव के प्रयोजनों के लिए वे भी स्पेयर पार्ट्स का हिस्सा बन रहे होंगेस्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री का हिस्सा या इसी प्रकार के स्टॉक तो यह इन्वेंट्री है उदाहरण के लिए यदि आप के पास कुछ ज़मीन हैं तो क्या यह एक इन्वेंट्री होगी ज्यादातर का जवाब नहीं है क्योंकि ज़मीन एक अचल संपत्ति है जो रेशेल के लिए नहीं हैं आप आम तौर पर उस ज़मीन को खरीदते हैं जिसका इस्तेमाल आप निर्माण कार्यों के लिए या कारखाने या आप इसे अपनी दुकान के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए भूमि का उपयोग अचल संपत्ति के रूप में किया जाता है न की बेचे जाने के लिए है इसलिए भूमि सामान्य रूप से इंवेंट्री का हिस्सा नहीं होगी तो किन मामलों में यह इन्वेंट्री का एक हिस्सा हो सकती है ज़ी उस कंपनी के लिए जो निर्माण में है बिल्डरों के लिए डेवलपर्स के लिए वे ज़मीन खरीदते या इन्हें बेचते हैं या वे कुछ फ्लैटों या दुकानों या गोदामों का निर्माण करते हैं फिर वे इसे बेचते हैं फिनिश्ड उत्पादों के रूप में उनके लिए भूमि एक इंवेंट्री के रूप में रखा जाता है केवल कुछ कंपनियों के लिए कार एक इंवेंट्री है उदाहरण के लिए टाटा मोटर वे कार के निर्माता हैं या मारुति वे कार के निर्माता हैं जाहिर है उनके लिए कार एक इंवेंट्री और तैयार माल हैं इनको आप इन्वेंट्री के रूप में कहते हैं अब इन बहुत छोटी वस्तुओं के अलावा जैसे उपकरण खोना या रखरखाव की आपूर्ति वे भी इन्वेंट्री का हिस्सा है क्योंकि वे भी उत्पाद में अवशोषित हो जाएंगे यदि आप मशीनरी पुर्जों को रख रहे हैं फिर ऐसी वस्तुओं को निश्चित रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए अचल संपत्ति की तरह क्योंकि वे बेचने के उद्देश्य के लिए नहीं हैं अब इन्वेंट्री का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट में संपत्ति के आइटमों में से एक है तो किसी भी ओवरवैल्यूएशन का मतलब होगा कि आप संपत्ति का अतिरिक्त मूल्य दिखा रहे हैं अगर आप इन्वेंट्री का मूल्यांकन कम कर रहे हैं तो भी यह गलत है क्योंकि आप अपनी संपत्ति का मूल्य कम दिखा रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है यह हमारी बैलेंस शीट ओर P और L खाते को प्रभावित करता है क्योंकि इन्वेंट्री पी और एल में भी एक आइटम है यदि आपको याद है कि इन्वेंट्री की लागत में क्या चला जाता है तो इन्वेंट्री की लागत वह लागत है जिस पर हमने ख़रीदा है या अधिग्रहण किया है अगर आपने कच्चा माल 20000 में ख़रीदा है तो 20000 जो हमारे विक्रेता से बिल के रूप में आएगा वो इन्वेंट्री की लागत होगी लेकिन इसके अलावा उसमें हम कुछ और आइटम जोड़ते हैं मान लीजिए कि हम इसमें कुछ भुगतान कर रहे हैं या इस पर कुछ भाड़ा दे रहें हैं हमारे कारखाने या हमारे गोदाम लाने के लिए फिर इसे अंदर ले जाने पर खर्च होने वाली लागत को भी इन्वेंट्री की लागत में जोड़ा जाएगा क्योंकि यह केवल ख़रीद लागत नहीं है लेकिन हम स्थान का परिवर्तन भी देख रहे हैं यदि आप स्थान बदल रहे हैं तो यह इन्वेंट्री की लागत में जोड़ा जाता है यदि इन्वेंट्री की स्थिति बदलती है तो उन लागतों को भी जोड़ दिया जाता है उदाहरण के लिए हमने कच्चा माल 20000 का ख़रीदा है और गाड़ी के लिए 1000 खर्च किए हैं तो 20 प्लस 1 अब लागत 21 है फिर कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए 5000 रुपये खर्च करते हैं फिर जब हम तैयार माल की इन्वेंट्री का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम 20 प्लस 1 लेंगे जो 21 है प्लस 5 तो इन्वेंट्री का मूल्य 26000 होगा तो जो भी राशि स्थान या स्थिति के परिवर्तन के लिए खर्च किया जाती है तब इन्वेंट्री की लागत की गणना के लिए उसको जोड़ा जा सकता है हालत बदलने में कुछ अन्य चीजें हो सकती हैं जैसे कि हमने कुछ फिनिशिंग प्रदान की हैं हमने इस पर कुछ अतिरिक्त आइटम जोड़े हैं या हमने पैकिंग को बदल दिया है इन चीजों को इन्वेंट्री की लागत में जोड़ा जा सकता है अब एक एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड 2 थी कन्सेर्वटिस्म के कारण अगर इन्वेंट्री की लागत 26000 है लेकिन इसका बाजार मूल्य नीचे चला गया है 22000 पर हम बैलेंस शीट में 26000 नहीं लेंगे हम इसे केवल 22000 पर रिकॉर्ड करेंगे अब अगर लागत 26 है लेकिन इसका बाजार मूल्य 29 हो गया है तोलाभ के 3000 रुपये है लेकिन लाभ अभी भी असत्य है इसलिए हम इसे 29 पर मान नहीं देंगे हम इसे 26 पर ही रखेंगे इसलिए यह लागत या नेट रेअलीज़ाब्ली हैतो यह व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उस वस्तु का अनुमानित बिक्री मूल्य इसलिए यदि आप विक्रय मूल्य पर उस वस्तु को महत्व देते हैं लेकिन आपको वस्तु बेचने के लिए कुछ लागत पड़ सकती है तो अनुमानित विक्रय मूल्य मूल्य पर आने के लिए तो नेट रेअलीज़ाब्ली मूल्य उस राशि को संदर्भित करता है जो इन्वेंट्री की विशेष वस्तु है और आप जिसे बेचने पर वसूल करेंगे व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अब हम नेट रेअलीज़ाब्ली उत्पाद की लागत 70000 है हमें 10000 रुपये और खर्च करना होगा इसे खत्म करने के लिए और फिर उत्पाद को 60000 में बेचा जा सकता है लेकिन फिर से हमें विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत का कमीशन देना होगा अब19 और 20 वर्ष के लिए बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का मूल्य क्या होगा तो मूल्य कितना होगा आप 70 का भुगतान करेंगे या 60 का या कुछ और का भुगतान करेंगे क्योंकि लागत 70 है जैसा कि आप देख सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य से इसकी बिक्री की कीमत केवल 60 है तो क्या आप 60 लेंगे वास्तव में आपको एनआरवी या नेट रियलिबल वैल्यूकी गणना करनी होगी अब किसी भी मामले में हम विचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि लागत जो कि 70 है लेकिन बाजार मूल्य 70 से कम है इसलिए हमने बिक्री मूल्य जो कि 60 है से शुरू किया है चूंकि यह एक अर्ध तैयार वस्तु है आइटम को पूरा करने के लिए कुछ और लागत की आवश्यकता होती है जो 10000 है तो पूरा होने की अनुमानित लागत जो कि 10 है 60 माइनस 10 और हमें बिक्री पर 5 प्रतिशत का कमीशन देना होगा तो 60000 में 5 प्रतिशत तो 3000 कमीशन है 60 माइनस 10 माइनस 3 इसका मतलब है यदि आप उस आइटम को पूरा करते हैं और बेचते हैं जिसका आपको 47000 का मिलेंगे लेकिन आपके द्वारा खर्च की गई लागत 70 है बैलेंस शीट में हम केवल 47000 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं लागत या NRV जो भी कम हो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का मूल्य होगा केवल चर्चा के लिए मान लीजिए अगर इस आइटम की लागत 47000 होती तो हमने क्या किया होता हमने अभी भी इस 60 माइनस 10 माइनस 3 नेट रेअलिसबले वैल्यू 47 होगी लेकिन इसकी ख़रीद लागत 40 है तो 47 या 40 किस स्थिति में हम विचार करेंगे कि 4000 पर क्या मिल रहा है इसलिए मूल्यांकन के लिए यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी नियम था जो हमेशा कम लागत या कम NRV के लिए जाना जाता है अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कुछ तकनीकें या कुछ तरीके हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे यहाँ पाँच विधियां है हम पहले ही देख चुके है कि लागत की गणना कैसे की जाती हैं पर जब बाजार मूल्य की गणना करने की बात आती है तो हमें आगे की तकनीकी में जाना होगा इसलिए हम पाँच महत्वपूर्ण तरीकों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि जब आइटम पहचानने योग्य होता है यह बहुत सरल हो जाता है हम जानते हैं इसके लिए लागत कितनी है मान लीजिए कि आप पेंटिंग बना रहे हैं या आप स्वनिर्धारित उत्पाद जैसे कि दर्जी के द्वारा कपड़ा बन रहें हैं या अगर आप कार बेच रहे हैं लेकिन यह एक सामान्य कार नहीं है यह एक डिज़ाइनर कॉस्ट कार है जो की बेहद महंगी है ऐसे मामले जो आप जानते हैं कि उस वस्तु को पहचाना जा सकता है और आप उस आइटम की लागत को जान सकते हैं कई मामलों में आप एक थोक उत्पादन परिदृश्य में हैं आप या तो हजारों में बना रहे होते है या कुछ मामलों में लगातार इकाइयों की कमी होती है और यह अव्यावहारिक बन जाता है और ऐसे में किसी विशेष वस्तु की कीमत जानना हमारे लिए असंभव है ऐसे मामले में हम अगर पहचान सकते हैं तो हम हमेशा विशिष्ट पहचान के लिए जा सकते हैं लेकिन जहां हम पहचान नहीं कर सकते हमें अन्य विधियों में से एक के लिए जाना होगा जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते है अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है मान लीजिए कि हमें 50 आइटम मिले हैं जो पुराने आइटम हैं 200 नए आइटम आ रहे हैं और आपने किसी विशेष सप्ताह या एक महीना में 30 आइटम जारी किए हैं तो 50 आइटम वहाँ हैं नए 200 आइटम आए हैं और 30 आइटम बाहर जा रहे हैं हम मान लेंगे कि 50 आइटम पहले से ही ओपनिंग इन्वेंट्री में हैं इसलिए 30 आइटम जो जारी किए गए हैं उन्हें ओपनिंग इन्वेंट्री से जारी किया जाना चाहिए तो यह एक सरल क्वीययंग सिस्टम के अनुसार जब भी कोई वस्तु इन्वेंट्री में आएगी तो हम उसे अनुक्रम जारी करेंगे ध्यान रखें कि वास्तव में मुद्दे रैंडम हो सकते हैं क्योंकि सभी इकाइयां जीवित हैं और यह बड़े पैमाने पर उत्पादन का एक परिदृश्य है तो आप वास्तव में नहीं जानते कि कौन सा आइटम नया है और कौन सा आइटम पुराना है लेकिन मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए हम मानेंगे कि पुराने आइटम पहले जारी किए गए हैं वे उस कीमत पर मूल्यवान होंगे और शेष वस्तुएं जो तुलनात्मक रूप से नई हैं इन्वेंट्री में बनी रहेंगीऔर उन्हें उनकी खरीद लागत पर मूल्य दिया जाएगा हम एक साधारण उदाहरण देखें अब यह किसी विशेष महीने का डेटा है आपको प्राप्ति की तारीख ज्ञात है ये विभिन्न खरीदी हैं खरीदी गई इकाइयाँ हैं और कीमत भी मालूम हैं हमने 5 यूनिट खरीदे हैं 5 तारीख को हमने 5000 यूनिट 7 में खरीदी हैं फिर 12 तारीख को 3000 यूनिट 9 पर और फिर 20 तारीख को 6900 यूनिट को 9 पर उसके बाद 22 तारीख को 8000 यूनिट्स 11 पर और 27 तारीख को 2000 यूनिट्स 13 पर एक महीने में तो हमारे पांच अलग अलग खरीद हैं और हम इकाइयों और कीमतों को जानते हैं अब महीने के दौरान 20000 इकाइयाँ जारी की गईं और हमें क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य निर्धारित करना होगा अब आप समझते हैं कि चूंकि महीने में 20000 इकाइयाँ जारी की गई हैंवो किसी भी लॉट से हो सकता है लेकिन मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए हमें पता होना चाहिए या हमें अनुमान लगाना चाहिए या मान लेना कि वे किस लॉट से जारी किए गए हैं चूँकि पाँच आइटम हैं इसलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर अनुमान लगाऊंगा कि सबसे पुराना आइटम या जिन्हें शुरुआती तारीख में प्राप्त किया गया था उन्हें पहले जारी किया जाएगा तो हम पहले 5000 जारी करें फिर 3000 फिर 6000 9000 और इसी तरह करेंगे 20000 इकाइयाँ जारी की जाती हैं और फिर शेष वस्तुएँ जो कि नई वस्तुएँ हैं स्टॉक में बनी रहेंगी अब हम एक नजर डालते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 4900 है हमने जो किया है वह है कि हमने कुल खरीद ली है जो हैं 5 प्लस 3 प्लस 6900 प्लस 8 और प्लस 2 जिसमें से 20000 जारी किए गए है तो कुल 24900 आइटम उपलब्ध हैं और 20 जारी किए गए हैं तो 4900 पुराने स्टॉक में है वे जो 5 तारीख 12 तारीख और 20 तारीख को प्राप्त किए गए थे पूरी तरह से नए स्टॉक में रहेंगे तो कौन सबसे नवीनतम आइटम हैं 27 तारीख 2000 इकाइयाँ 13 पर एक नवीनतम वस्तु है और चूंकि हमारे पास 2009 4900 का स्टॉक है जिसमें से 2000 को 27 तारीख पर खरीदा गया था शेष 2900 को 22 तारीख पर खरीदा गया है इसलिए27 तारीख पर 2000 यूनिट्स और 22 तारीख पर 2900 खरीदे गए अब हम मूल्यांकन के लिए जाएंगे 2000 इंटो है इसलिएLIFO पद्धति में यह मान लिया जाता है कि अंतिम आइटम पहले जारी किए गए हैं तो यह मानते हुए कि पहले की सभी वस्तुएँ या बाद की सभी वस्तुएँ जारी की गई हैं और सबसे पुरानी खरीद जो 5 तारीख पर 5000 यूनिट्स है अब स्टॉक में है तो 5000 यूनिट 7 रुपये में खरीदे गए थे इसलिए मैंने अपने स्टॉक को 5000 मान लिया होगा 57900 के बदले में 4900 इंटो 700 की लागत बहुत कम होगी तो FIFO या LIFO तरीकों के उपयोग से स्टॉक का मूल्य बदल जाता है अब हम केवल LIFO पद्धति देखेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है LIFO विधि कि यह धारणा है कि नवीनतम वस्तुओं को पहले जारी किया जाता है उदाहरण के लिए अब विभिन्न तिथियों दी गई हैं फिर इकाइयों और फिर इकाइयों की कीमतें हैं अब महीने के दौरान 22000 इकाइयाँ जारी की जाती हैं इसलिए हम क्या करेंगे पहले हम कुल खरीदी पर एक नजर डालेंगे उसमें से 22000 को डिडक्ट कर दें गये तो हमें पता चलता है कि स्टॉक में 5500 इकाइयाँ उपलब्ध हैं इसलिए मौखिक रूप से टोटल लेने की कोशिश कीजिए 3 प्लस 6 प्लस 2500 प्लस 7000 प्लस 9000 ये टोटल खरीदी की गई है जिसमें से 22000 इकाइयाँ जारी की गई हैं कुल खरीदी 27500 माइनस 22 थी इसलिए मेरे पास 5500 इकाइयों का भंडार हैं अब प्रश्न हैस्टॉक में पुराने आइटम या नए आइटम शामिल हैं FIFO विधि में हमने मान लिया था कि पुराने आइटम पहले जारी किए गए हैं और नया आइटम स्टॉक में है और LIFO में यह माना जाता है कि नवीनतम आइटम पहले ही जारी किए जा चुके हैं और सबसे पुराने आइटम स्टॉक में हैं चूंकि हमारा स्टॉक अब 5500 है इसलिए हम मानते हैं कि ये चार खरीदी पहले से ही जारी हैं लेकिन सबसे पुराना आइटम जो 2 तारीख को 3000 यूनिट्स 16 में ख़रीदा जाता है अभी भी स्टॉक में है और 10 तारीख को 2500 यूनिट्स 20 में खरीदी गई अब भी स्टॉक में है तो 2 तारीख को खरीदी गई 3000 इकाइयां और 10 तारीख को 2500 इकाइयां खरीदी गईं तो स्टॉक अब 3000 इंटो 20 है इसलिए क्लोज़िंग स्टॉक का मूल्य 98000 है तो अब अगर आप LIFO और FIFO विधि को समझ गए हैं तो कौन सी विधि आपको क्लोजिंग स्टॉक का अधिक मूल्य देगी आम तौर पर कीमतें बढ़ रही हैं आप यहाँ एक नज़र डालिये ज्यादातर मामलों में कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं FIFOमें क्या होता है पुराने आइटम जारी किए जाते हैं और नए आइटम स्टॉक में रहते हैं इसलिए आम तौर पर स्टॉक का मूल्य थोड़ा अधिक होगा और यह स्टॉक मूल्य बाजार मूल्य के करीब है यही कारण है कि FIFO पद्धति को आमतौर परLIFO से अधिक पसंद किया जाता है LIFO विधि में यह माना जाएगा कि नवीनतम इकाइयाँ पहले से ही जारी हैं और पुरानी इकाइयाँ हैं स्टॉक में होगा अब LIFO और FIFO के बीच कौन सा तरीका आपको अधिक लाभ देगा बढ़ती कीमतों के परिदृश्य में जो सामान्य मामला है FIFO में स्टॉक का मूल्य अधिक है तो संपत्ति का मूल्य अधिक होगा लाभ अधिक होगा LIFO संपत्ति में भी मूल्य कम होगा और लाभ कम होगा अब ज्यादातर मामले कंपनियों को मुनाफे पर टैक्स देना होता हैं वे कम लाभ दिखाना चाहते हैं इसलिए वे LIFO पसंद करेंगे हालाँकि आयकर अधिकारी भी उतने ही स्मार्ट अधिकारी हैं जो LIFO पद्धति का उपयोग आमतौर पर करने की अनुमति नहीं देते हैं केवल FIFO विधि का उपयोग अधिकांश विनियामक अधिकारी द्वारा किया जाता है लेकिन दो तरीकों को समझना और तुलना करना दिलचस्प है अभी मैंने एक FIFO के लिए और एक LIFO के लिए दो अलग अलग मामलों को लिया है मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि अब दोनों उदाहरणों के लिए LIFO और FIFO के अनुसार स्टॉक की गणना करें फिर आप LIFO और FIFO के तहत स्टॉक का तुलनात्मक आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं अब LIFO एक चरम है FIFO एक और चरम है FIFO में स्टॉक का मूल्य है सामान्य तौर पर अधिक होता है LIFO में यह कम होता है एक और विधि है जो मीडिया के माध्यम से कार्य करती है यह एक मध्य मार्ग है उस विधि में हम एक वेटेड एवरेज की गणना करते हैं तो इस विधि के तहत इन्वेंट्री का मूल्य धीरे धीरे बदलता है तो वेटेड एवरेज फार्मूले के लिए उपलब्ध माल जो बिक्री के लिए हैं की कुल लागत अपॉन यूनिट्स तो हम औसत कीमत प्राप्त करेंगे आप उदाहरण में मात्रा कीमत और राशि पर एक नज़र डाल सकते हैं हमें दिया गया है कि एक अवधि में 3200 यूनिट जारी किए गये हैं कुल मात्रा यहाँ 3200 है कुल लागत 43 है हम 43 अपॉन 32 की गणना कर सकते हैं तो 1344 वेटेड एवरेजके रूप में मिलता है इशू प्राइस वेटेड एवरेज बेहतर है क्योंकि एक बार जब आप इशू प्राइस की कीमत की गणना करते हैं आप इसे इशू प्राइस के रूप में दिखा सकते हैं और उस मूल्य को भी ले सकते हैं तो यहां देखें पुरानी लागत दस थी और अंत में यह 12 थी और इसके बीच में उतार चढ़ाव थे लेकिन हमने एक वेटेड एवरेज का उपयोग किया अब हम अगली विधि पर जाते हैं जो एडजस्टेड सेल्लिंग प्राइस है कई मामलों में बहुत अधिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं सैकड़ों आइटम होते हैं बेचने के लिए यदि आप एक किराने की दुकान के बारे में सोचते हैं तो कई वहाँ 100 या 500 प्रकार के आइटम हैं और बहुत सारी वस्तुओं को हर बार ख़रीदा और बेचा जाता है स्टॉक कीपर या दुकानदार को सही कीमत और तारीख नहीं पता होती है हम मात्रा और कीमतों को देख रहे थे ऐसी जानकारी यहां उपलब्ध नहीं हो सकती है लेकिन अवधि के अंत में 31 मार्च को वास्तविक आइटम जो उपलब्ध वे उनकी गणना कर सकते हैं इसलिए हम इकाइयों की संख्या जानेंगे लेकिन हमको लागत पता नहीं है हालांकि वे विक्रय मूल्य को जानते होंगे आप जानते हैं कि अधिकांश रीटेल वस्तुओं के पैकेज पर विक्रय मूल्य लिखा जाना आवश्यक है तो बिक्री मूल्य पता लगाना बहुत आसान है तो क्या किया जाता है पहले स्टॉक की बिक्री मूल्य की गणना की जाती है लेकिन हम जानते हैं कि स्टॉक को विक्रय मूल्य पर नहीं दिखाया जा सकता है इसलिए हम इस पर लाभ मार्जिन को कम करते हैं विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर लाभ मार्जिन का अनुमान होगा तोवे स्टॉक मूल्य की गणना करेंगे उसको मार्जिन से लेस करें जो आपको स्टॉक की लागत देगा यह एक अनुमान है यह सटीक मान नहीं है लेकिन यह सही मूल्य के करीब होगा यहां तारीख की जानकारी ज्ञात नहीं है लेकिन किसी विशेष महीने के दौरान वे माल खरीदा परिवहन लागत और भंडारण लागत जानते हैं अब वे क्लोजिंग स्टॉक की बिक्री और बिक्री मूल्य भी जानते हैं क्योंकि वे क्लोजिंग स्टॉक की सही लागत नहीं ज्ञात कर सकते हैं अब पहले आप बिक्री और स्टॉक की बिक्री मूल्य जोड़ देंगे तो कुल मूल्य 60000 है फिर हम विभिन्न प्रकार के खर्चों को डिडक्ट करेंगे तो खरीद लागत परिवहन लागत और भण्डारण लागत को लेस किया इसका मतलब है कि 28000 ग्रॉस प्रॉफिट है अब 28000 कुल 60 पर है तो 28 अपॉन 60 ग्रॉस मार्जिन 4667 प्रतिशत है उत्पाद लाइन के प्रत्येक प्रकार की एक ग्रॉस मार्जिन की गणना की जाती है जो 4667 प्रतिशत है क्लोजिंग स्टॉक की बिक्री मूल्य 10000 माइनस 4667 प्रतिशत जो 4667 है जिसका आपको 5333 इन्वेंट्री का मूल्य मिलता है यह इन्वेंट्री की अनुमानित लागत है सटीक मूल्य नहीं है मान लें कि लाभ मार्जिन नकारात्मक है इसका मतलब है लागत विक्रय मूल्य से अधिक है तब हम इसे केवल विक्रय मूल्य के रूप में दिखाएँगे लेकिन यहाँ चूंकि अनुमानित लागत 5333 है और बिक्री मूल्य 10000 है अब स्टॉक का मूल्य 5333 हो जाएगा अब अंतिम विधि जो एडजस्टेड सेल्लिंग प्राइस पूरा करते हैं जो लोग अधिक सीखना चाहते हैं मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चर्चा मंच पर अधिक चर्चा करें विभिन्न मामले बनाएं और विभिन्न परिदृश्यों में समझने की कोशिश करें कि LIFO FIFO एडजस्टेड सेल्लिंग प्राइस के तहत मूल्यांकन कैसे क्या हैं इसलिए हमें पता है कि कौन सी विधि उपयुक्त है दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी चाहिए कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट देखें कि कंपनी किस पद्धति का उपयोग कर रही है वे इन्वेंट्री पर एक नोट लिखेंगे और हम भी विधि देंगे जो वे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए उपयोग करे और जो आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में अधिक जानकारी देगा मुझे आशा है कि आपको सभी सत्र पसंद आएं होंगे